पहले मॉडल में हमने विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा की है और उसने एक तरीका केस स्टडीज का भी था इसलिए हम पहले यह समझेंगे कि केस स्टडी क्या होती है और फिर केस विश्लेषण कैसे किया जाता है और इस मामले में विश्लेषण के एक मामले को मैंने उदाहरण के रूप में भी लिया है इस केस विश्लेषण में फ्रेमवर्क के अनुसार चला जाता है इसलिए बाकी सत्रों में भी यह मामला जारी रहेगा और हम इस केस विश्लेषण को पूरा भी करेंगे अगर मैनेजमेंट टीचिंग की बात आती है तो केस स्टडीज को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और इसके पीछे का कारण यह है कि केस स्टडीज कक्षा में अनुकरण लेकर आता है अगर हम किसी भी एक विशेष मुश्किल के बारे में जो एक संगठन में आती है और अगर यह भी बताया जाए कि उस संगठन ने उस मुसीबत को कैसे हल किया तो यह हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा अब केस किसी भी प्रकार का हो सकता है ओपन एंडेड भी और क्लोज एंडेड भी अगर केस ओपन एंडेड है तो वह बिना प्रश्नों के अंत होगा और अगर वह क्लोज एंडेड है तो वह प्रश्नों के साथ अंत होगा पर यह भी जरूरी नहीं है कि सारे केस ओपन एंडेड होंगे या सारे केस क्लोज एंडेड होंगे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी केस कि सिर्फ सफलता या और असफलता के बारे में ही विशेष रूप से बात करें और इस बारे में भी बात की जा सकती है कि सारे काम सही कर्म के अनुसार हुए हैं या नहींकैसे किसी संगठन ने उस विशेष वक्त में काम किया और कैसे उसके स्टडी को कोनक्लयुड किया बच्चों को यह बताया जाता है कि आप पहले किस को पढ़े और फिर उसकी सिचुएशन को पढ़ें जब भी किसी केस स्टडी के विवरण की बात आती है तो यह देखा जाता है कि उस संगठन के कर्मचारियों ने उस स्थिति का कैसे सामना किया आमतौर पर किसी भी केस की जब बात की जाती है तो किसी भी मुश्किल स्थिति से गुजरने के लिए हम उसके पीछे का कारण ढूंढते हैं और यही बात इस केस स्टडी में भी बताई गई है प्रशिक्षुओं को यह बताना होगा और उन्हें यह देखना भी होगा कि बात का समाधान कैसे आया और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि केस ओपन एंडेड भी हो सकता है जिसमें बात की जाएगी कि मुश्किल समय का सामना कैसे किया गया और मैनेजमेंट ने क्या निर्णय लिया अब प्रशिक्षक यदि किसी विशेष मामले पर विचार करता है तो उसे सबसे पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा उसे यह देखा पड़ेगा कि उस केस में क्या सही नहीं है हमें यह भी लग सकता है कि यह निर्णय गलत है और इसकी उचित कार्यवाही की जानी चाहिए यदि हमें लगता है कि कोई और निर्णय लिया जाना चाहिए था तो हमें यह बताना पड़ेगा कि वह क्या है और उसका सुझाव भी देना पड़ेगा यह भी हो सकता है कि अलग तरीके का सुझाव दिया जाए लेकिन यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि जो भी निर्णय लिया गया है वह एक विशेष निर्णय है और उसका विश्लेषण करते समय हमें कोई ना कोई निष्कर्ष मिलेगा ही जो कि किसी भी स्थिति में हो सकता है विश्लेषण संश्लेषण और मूल्यांकन जैसे उच्च क्रम बौद्धिक विकास करने के लिए कुछ मामले विशेष रूप से उपयुक्त हो सकते हैं इससे पहले मैंने आई क्यू इंटेलिजेंट क्वोटिएंट के बारे में उल्लेख किया है इसलिए जब भी केस विश्लेषण में समस्या दी जाती है तो यह मान लिया जाता है कि केस स्टडी के रूप में जो भी इनपुट दिया गया है उसके साथ विश्लेषण करने में हम सक्षम होंगे और विश्लेषण करेंगे संश्लेषण करेंगे और उस विशेष केस स्टडी का मूल्यांकन भी करेंगे ये कौशल अक्सर प्रबंधकों चिकित्सकों और अन्य पेशेवर कर्मचारियों द्वारा आवश्यक होते हैं जो कभी निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं इसलिए यह सभी पर लागू होता है यदि आप व्यवसाय उद्योगों से मामले के अध्ययन का उल्लेख कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के केस अध्ययन होते हैं प्रबंधन शिक्षा प्रबंधकों और शिक्षार्थियों पर लागू होगी और यदि केस अध्ययन चिकित्सा विज्ञान से है तो यह डॉक्टरों के लिए मददगार होगा कि इस तरह के मामले को कैसे संभाला जाता है और सफलता कैसे मिलती है और इसी तरह यदि हम किसी भी इंजीनियरिंग केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं तो केस स्टडी इंजीनियरिंग के संदर्भ में होगी और फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा लेकिन हर विधि के कुछ ना कुछ फायदे और नुकसान होते हैं नुकसान यह भी हो सकता है कि वास्तव में कार्य की स्थिति या समस्या से संबंधित जो भी होगा उसका प्रशिक्षु को सामना करना पड़ेगा इसलिए यदि किसी विशेष मामले के अध्ययन पर चर्चा की जाती है और किसी विशेष स्थिति पर चर्चा की जाती है तो उस स्थिति में यह संभावना हो जाती है कि अपने पूरे जीवन में प्रशिक्षु उस प्रकार की स्थिति में न आए मैं उद्योग की एक प्रकृति का उदाहरण लेना चाहता हूं यदि ऑटो मोबाइल उद्योग विमानन उद्योग और सेवा उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा उद्योग की प्रकृति पर नजर है तो निश्चित रूप से आईटी उद्योग के मामले में पैरामीटर भिन्न होंगे इसलिए यदि अलग अलग पैरामीटर और कारक हैं तो उस स्थिति में उस विशेष प्रशिक्षु को आपकी भूमिका अधिक नहीं मिल सकती है इसलिए यह एक नुकसान है लेकिन हम इस विशेष समस्या को दूर कर सकते हैं समस्या का सामान्यीकरण किया जाता है और किसी समस्या में सामान्य रूप से किन कारकों को ध्यान में रखा जाता है और फिर मुझे क्या निर्णय लेने हैं यह देखा जाता है मैं उदाहरण देना चाहूंगा जैसे अगर किसी विशेष मामले में अध्ययन मैन्युफैक्चरिंग उद्योग से संबंधित हो सकता है लेकिन समस्या कर्मचारियों की अनुपस्थिति के बारे में भी हो सकती है तो संगठन अनुपस्थित व्यवहार की समस्या को कैसे संभालता है इसलिए मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में भी व्यवहार की समस्याएं लागू होंगी और सेवा उद्योगों में भी तो फिर उस पाठक के लिए क्या उपयोगी होगा जो एक प्रशिक्षु है प्रशिक्षु के लिए वे कितने सार्थक होंगे यह निर्धारित करने के लिए हमारे क्षेत्र के सामान्य रूप से पहले से मौजूद मामलों की समीक्षा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है इसलिए जब भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जैसा कि मैंने पहले के मॉडल में बताया है हमें प्रशिक्षु के प्रोफाइल को जानना चाहिए उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि और तकनीकी पृष्ठभूमि क्या है और फिर उसी के आधार पर हमें यह निर्धारित करना होगा कि कौन से मामले सही मामले हैं इसलिए हमें पहले से मौजूद मामलों की समीक्षा करनी होगी कि वे कितने सार्थक होंगे व्यवसाय प्रबंधन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर पहले से मौजूद मामले उदाहरण के लिए मानव संसाधन प्रबंधन हो सकते हैं और यह बहुत सामान्य है संचालन प्रबंधन विपणन और विज्ञापन भी कई जगह होते हैं इसलिए पहले से ही व्यापार प्रबंधन में केस अध्ययन की समस्याओं और उन मामलों के अध्ययन के तरीकों की संख्या मौजूद होती है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मामलों की तरह वे विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध हैं जो कि बहुत लोकप्रिय हैं वर्जीनिया विश्वविद्यालय में डॉर्डन बिजनेस स्कूल एक अच्छा केस बैंक भी हैं तब पश्चिमी ओंटारियो विश्वविद्यालय में आईवये बिजनेस स्कूल और कई अन्य स्रोत हैं और वहाँ पर केस स्टडी की संख्या मिलेगी पहले इस डेटाबेस में भारतीय केस स्टडी नहीं थी लेकिन अब इन डेटाबेस में कुछ भारतीय केस स्टडीज भी हैं इसलिए यदि हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में मामलों का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उन मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं इसलिए जब प्रशिक्षु को केस स्टडी दी जाती है तो सवाल यह उठता है कि मामलों का विश्लेषण कैसे किया जाए केस स्टडी और विश्लेषण का उद्देश्य सैद्धांतिक अवधारणाओं का प्रयोग करना है पहले हमें किसी विशेष मामले के पीछे के सिद्धांत को समझना होगा अगर मामले के पीछे का सिद्धांत प्रबंधकीय कार्यों से संबंधित है जैसे कि नियोजन आयोजन अग्रणी निर्देशन और नियंत्रण तो निश्चित रूप से उस मामले में सैद्धांतिक अवधारणाओं के आवेदन जो भी लागू होंगे या यह व्यवहार विज्ञान अवधारणाओं से संबंधित भी हो सकता है जैसे नेतृत्व प्रेरणा परिवर्तन प्रबंधन तनाव प्रबंधन संघर्ष प्रबंधनटीम निर्माण संगठन संस्कृति राजनीति में संगठनात्मक शक्ति और बहुत सारे इसलिए उस मामले में अध्ययन के उद्देश्य पर विश्लेषण इस बात पर आधारित होगा कि हम किस सैद्धांतिक ढांचे के बारे में चर्चा कर रहे हैं अब दूसरा उद्देश्य क्या है दूसरा उद्देश्य में केस स्टडी से संबंधित बात हो रही है जहाँ संसाधनों को समझना समस्या को समझना और समाधान प्रदान एक प्रशिक्षु करता है प्रशिक्षु एक प्रबंधकीय कौशल विकसित करता है जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रशिक्षु को सभी प्रबंधकीय कौशल नौकरी ज्ञान कौशल एचआर कौशल को विकसित करना बहुत जरूरी होता है और केस स्टडी को समझने और विश्लेषण करने से उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है कि किसी दिए गए स्थिति में कैसे निर्णय लेने हैं और उन्हें क्या करना है अपने पारस्परिक कौशल और नौकरी ज्ञान कौशल को और विकसित कैसे किया जा सकता है केस स्टडी के उपयोग का तीसरा उद्देश्य अनुशासन समस्या समाधान प्रक्रिया का उपयोग करना है और इसलिए इस विशेष उदाहरण में आप पाएंगे कि सभी मामले उद्योग की विशेष प्रकृति या अनुशासन की विशेष प्रकृति से संबंधित हैं और इसलिए ट्रेनर प्रशिक्षु की मदद करेंगे कि कैसे वे इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते है जिसे केस स्टडी के विश्लेषण में सुझाया जा सकता है अगला एक समूह चर्चा है जिसमें कई संदर्भ और परिप्रेक्ष्य के अवसर हैं अब प्रशिक्षु का एक समूह का सामान्य मानक आकार पच्चीस भी हो सकता है और जब मामला दिया जाता है तो हर कोई अलग अलग विचार अलग अलग बिंदुओं विभिन्न समाधानों के साथ सामने आता है तभी एक समूह चर्चा होगी क्योंकि प्रशिक्षु एक विषय पर चर्चा करेंगे वह केस स्टडी प्रस्तुत करेंगे एक और प्रशिक्षु नोट्स को लेगा और फिर वह चर्चा करेगा इसलिए एक बहुत मजबूत और अच्छे केस पर चर्चा होगी कुछ समूह इस मामले पर चर्चा करते हैं जो विभिन्न पहलुओं के बारे में होती है कई संदर्भ भी होते हैं कोई व्यक्ति पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में दिखेगा कोई व्यक्ति टीम के निर्माण के संदर्भ में दिखेगा कोई व्यक्ति प्रेरणा के संदर्भ में दिखेगा और इसलिए यह एक अलग संदर्भ बन जाएगा क्योंकि बहुत सारे आयाम हैं इसलिए किसी समस्या को हल करने के अवसर और क्योंकि व्यक्तियों की संख्या उस विशेष मामले से निपट रही है इसलिए हो सकता है अस्पष्टता आ जाए लेकिन जब इस पर चर्चा की जाएगी कि समूह उस पुरातनता से कैसे निपट पाएगा तो उस अस्पष्टता को हटा दिया जाएगा तो लक्ष्य एक सही उत्तर पर पहुंचना नहीं है बल्कि यह सीखना है कि प्रभावी ढंग से और कुशलता से उत्तर की यात्रा कैसे करें यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी केस स्टडी का स्पष्ट या सही उत्तर नहीं भी हो सकता है लेकिन व्यक्ति सीखता है कि कैसे एक उत्तर की ओर प्रभावी ढंग से और कुशलता से यात्रा की जाए इसका क्या समाधान होना चाहिए क्या जवाब प्रदान किया जाना चाहिए और अंत में वे उस तक पहुंचते है या नहीं जो कि कुशल और प्रभावी उत्तर है केस डेवलपमेंट के लिए प्रक्रिया है केस राइटिंग हालांकि मैं आगे के सेशन में केस राइटिंग पर भी चर्चा करूंगा लेकिन यहां एक कहानी की पहचान करवा रहा हूं मै जानकारी जुटाऊंगा कहानी की रूपरेखा तैयार करूंगा कि वह किस बारे में बात करता है प्रशासनिक मुद्दों पर फैसला करता है या नहीं अब विषय यह हैं कि हम इस विशेष मामले के विकास के लिए और इस केस सामग्री के आधार पर केस सामग्री की पहचान करने और तैयार करने में सक्षम होंगे क्योंकि इसे कक्षा चर्चा में लिया जाएगा और अंत में सामान्य समाधान का पता भी लगाया जाएगा इसलिए केस स्टडी फेज एक में तीन चेहरे हैं जो कि केस को डिकंस्ट्रक्ट करता है क्योंकि मामला आपकी संस्कृति से संबंधित नहीं हो सकता है हो सकता है कि आपके देश से संबंधित न हो हो सकता है कि वह आपके उस विशेष पहलू से संबंधित न हो जिसे आप खोज रहे हैं और इसलिए उस मामले को अलग अलग जेब में समेटना और अलग करना है और फिर हमें यह समझना होगा कि कौन सी जेब ट्रेनर और प्रशिक्षु के लिए अधिक प्रासंगिक होती जा रही है फिर जो भी अन्य अप्रासंगिक जेब की पहचान की गई है वह यह हो सकती है कि इस मुद्दे पर हम इस विशेष मामले में चर्चा कैसे कर सकते हैं फिर यह सूचना का प्रसार करेगा सूचना एक चरण में फैलेगी ताकि विभिन्न भूमिका हो सके इसलिए भूमिकाओं की पहचान की जा सकती है भूमिका यह हो सकती है कि सूचना का शिकार क्या होगा इसलिए एक समूह चर्चा होगी और समूह चर्चा में विभिन्न भूमिका के कारण वे विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा भी की जाएगी फिर सहकारी रूप से मामले को फिर से संगठित करें यहां इस मामले का विशेष पुनर्निर्माण तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति भूमिकाओं को समझता है और ये भूमिकाएँ क्या है इन विशेष भूमिकाओं के एकीकरण से सूचना शिकार का नेतृत्व होगा जो मामले को फिर से संगठित करेगा और इसलिए प्रशिक्षु इस बात की पहचान करेगा कि इस विशेष मामले में उसके लिए क्या प्रासंगिक है वह जो जानकारी एकत्र करेगा तो वह केस चर्चा को संलग्न करेगा जो कि चरण तीन होगा इसलिए चरण एक में जो भी मामला है जो डिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा जानकारी फैलाई जाएगी प्रासंगिक भूमिकाओं की पहचान की जाएगी इसलिए मामले को फिर से तैयार करना और केस की प्रासंगिक जानकारी के आधार पर केस की चर्चा होगी जो समूह में शुरू की जानी चाहिए केस एनालिसिस प्रक्रिया के मामले में बात की जाएगी केस एनालिसिस प्रक्रिया में यहां हम पाएंगे कि फ्रेमिंग लेबलिंग सारांश सिंथेसाइजिंग और निष्कर्ष पाँच चरण हैं जब भी हम फ्रेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यह देखेंगे कि फ्रेमिंग के उद्देश्य क्या हैं पहले चरण में वह मामला वितरित किया जाता है हमें प्रतिभागी और प्रशिक्षुओं को उस मामले को पढ़ने के लिए कहना होगा जब वे पहली बार मामले को पढ़ेंगे और उसके बाद जब वे मामले को दूसरी बार पढ़ेंगे तब उन्हें मामले में दिए गए प्रमुख प्रश्न की पहचान करने में आसानी होगी मुख्य प्रश्न क्या है और सवाल यह होगा कि हम उदाहरण के माध्यम से भी जाएंगे या नहीं लेकिन यह उस विशेष केस स्टडी का दिल या आत्मा जरूर बन सकती है तो मामले के माध्यम से जाने वाले मामले से फ्लिप करके मुख्य प्रश्न की पहचान की जाती है इसलिए मामले के फिल्मांकन से फ्लिप करने के लिए व्यक्ति उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगा फिर स्किम ने केस को पढ़ा यह बहुत ही छोटा तरीका है और स्किमिंग तरीके से वे शुरू करेंगे वे स्किम करेंगे और फिर पता करेंगे कि किसी विशेष समस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनपुट क्या है जिस समस्या पर चर्चा की जानी है जो मामले में उल्लिखित है और इसलिए केस को स्किम करते समय जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी फिर शुरुआत और अंत को ध्यान से पढ़ें और ट्रेनर को सलाह दी जाएगी कि उसे शुरुआत और अंत को ध्यान से पढ़ना होगा मामले के अध्ययन को शुरुआत और अंत में पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हमें विचार मिल सकता है कि समस्या हल हो गई है या नहीं और उद्योग द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणाम क्या हैं नंबर दो लेबलिंग क्या तथ्य हैं मामले के मार्जिन में उन तथ्यों को लेबल करें जिन पर हम एक अन्य सत्र में भी चर्चा करेंगे प्रशिक्षण सत्र और जो कि सामान्य उद्योग प्रतियोगिता की ताकत और कमजोरियां हैं और तीन प्रमुख विश्लेषणों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे इसलिए तथ्यों को तैयार करना लेबल करना और संक्षेप में प्रस्तुत करना संक्षेप में प्रस्तुत करना होगा महत्वहीन को खत्म करें निरर्थक को खत्म करें और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संक्षेप में प्रस्तुत करना है फ़िल्टरिंग वहां होगी और जो कुछ भी संक्षेप में दिया गया है वे राज्य एक से तीन तक संश्लेषण करेंगे इन के आधार पर तीन चरण है क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस विकल्प की पहचान करें कि इस विशेष समस्या के लिए क्या समाधान हो सकते हैं राज्य के निर्णय मानदंड जो भी निर्णय मानदंड हैं वे पेशेवरों और विपक्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और इसलिए संक्षेप में इस मामले में सारांश और संक्षेप में बताते हैं कि इस विशेष मामले के अध्ययन की ताकत और कमजोरियां या सकारात्मकता या नकारात्मकता क्या हैं केस स्टडी के निष्कर्ष में उत्तर क्या है एक स्थिति लें अगर यह समस्या है तो यह सवाल है और फिर अपनी स्थिति लें और मामले के अध्ययन के आधार पर कुछ प्रमुख सहायक तथ्यों की पहचान करें कि ये मुद्दे हैं और इसलिए मैंने इसे विशेष रूप से फैसला लिया है कार्यान्वयन पर चर्चा करें आप उस निर्णय को कैसे लागू करेंगे और फिर जोखिम का उल्लेख करें यहां इस विशेष चरणों का अधिक विवरण है और उचित सुझाव दिए गए हैं मुख्य प्रश्न को पहचानें असाइनमेंट क्या है इस विशेष केस स्टडी के चर्चा प्रश्न और उद्देश्य क्या है हमें प्रमुख सवालों की पहचान करनी होगी और सुझावों पर ध्यान देना होगा कि प्रोफेसर ने जैसा कहा है वैसा ही पेश किया जाए पाठ्यपुस्तक से सामग्री के संदर्भ में मामले के संदर्भ को समझें अब यहाँ आप देखते हैं कि इस मामले को ट्रेनर या विशेष प्रोफेसर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा और इसलिए प्रशिक्षु वे छात्र हैं जिन्हें यह पता होना चाहिए कि संकाय द्वारा किस प्रकार की टिप दी गई है और क्या इसका उचित परिचय है मामला वहाँ है या नहीं और पाठ्यपुस्तक से सामग्री के संदर्भ में मामले को समझें इसलिए हमें मामले के अध्ययन के साथ सैद्धांतिक ज्ञान को एकीकृत करना होगा मामले के माध्यम से पलटें पाँच मिनट से कम समय में मामले की बड़ी तस्वीर और समग्र घटकों को देखें जब हम पहली रीडिंग से गुज़र रहे होते हैं तो दूसरी रीडिंग का शाब्दिक अर्थ होता है कि आप इस केस की समग्र सामग्री पर एक नज़र डालें इसलिए इस केस की समग्र सामग्री यही होगी कि जो भी इनपुट दिया गया है उस पर चर्चा होनी ही चाहिए मामले की सामान्य प्रकृति के अनुसार मात्रात्मक या गुणात्मक किस प्रकार का मामला है यह देखना होगा आम तौर पर मामला वित्त भी हो सकता है और प्रकृति के रूप में शीर्षक दिया जा सकता है उस मामले की सामान्य प्रकृति के अनुसार जो मात्रात्मक बनाम गुणात्मक तकनीकी बनाम सामान्य लंबी बनाम छोटी और केस अध्ययन का वर्गीकरण भी किया जाएगा स्किम ने मामले को पढ़ा पंद्रह मिनट से भी कम समय में प्रत्येक पैराग्राफ का परिचय और अंत पढ़ा जा सकता है और स्कीम में भी दर्शाया गया है कि यह कैसे करना है युक्तियाँ इस बिंदु पर मामले को चिह्नित करने से परेशान नहीं होती हैं और सभी बिंदुओं को चिह्नित करती रहती हैं पैराग्राफ की जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं और पैराग्राफ क्या कहना चाहता है यह बताती है पहले माध्यमिकऔर प्राथमिक वाक्यों को ढूंढें और समझें कि अन्य वाक्य उनका समर्थन कैसे करते हैं और मामले का सार हमें एक दिशा देगा जो अधिक सहायक है और जो कम सहायक है उन्हें पहचानने में हमारी मदद करेगा शुरुआत और अंत में सावधानी से किया गया और हर मामले में एक महत्वपूर्ण परिचय अनुभाग और अंत अनुभाग है अब यहाँ है कि मामले के निर्धारण के बारे में कुछ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी शुरुआत और अंत में है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी या तो शुरुआत में हो सकती है या अंत में हो सकती है एहसास करें कि हर कहानी में एक स्थिति जटिलता और संकल्प होता है इसलिए केस स्टडी में निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति होगी जो जटिल होगी इस विशेष मामले को कैसे हल कर सकते है स्थिति को संभाला कैसे जा सकता है इसलिए जब हम मुख्य प्रश्नों के बारे में बात करते हैं तो चार उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रश्न की पहचान करते हैं स्किम मामले को पढ़ते हैं और फिर मामले की शुरुआत और अंत को ध्यान से पढ़ते हैं टिप्स दिए गए हैं कि ये चार चरण कैसे हैं और इनका पालन कैसे करें तो ट्रेनरो को कहा जाता है कि वे चार टेम्प्लेट बनाएं जिन्हें फ्रेमिंग कहा जाता है फ्रेमिंग के लिए चार टेम्प्लेट होंगे ये टेम्प्लेट प्रमुख प्रश्न होंगे और फिर हम उदाहरण के माध्यम से जाएंगे जो कि मुख्य प्रश्न एक दो और तीन हैं यहाँ कम से कम तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मामले की फ़्लिपिंग और स्किमिंग बार बार की जा रही है बार बार और फिर हम पाएंगे कि क्या हम फ़्लिपिंग और स्किमिंग के मामले तक पहुँच चुके हैं कि वास्तव में मामला क्या है क्या हम यह प्राप्त कर पाएंगे और फिर मामले की शुरुआत और मामले का अंत कैसे होगा हम यह तय करेंगे अब हमें बहुत सावधान रहना होगा कि मामले की शुरुआत और मामले की समाप्ति काल्पनिक नहीं होनी चाहिए और जो मामले में दिए गए तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए अब मैं एक मामले का उदाहरण लेना चाहूंगा और यह उदाहरण इस विशेष सैद्धांतिक बिंदु के साथ जारी रहेगा जिसका उल्लेख मैंने किया है और न केवल इस सत्र में बल्कि दूसरे सत्र में भी केस अध्ययन का यह विशेष रूप से निर्धारण जारी रहेगा और अध्ययन सामग्री में एक उदाहरण के रूप में परिलक्षित भी होता है मामले का शीर्षक सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन स्ट्रेटेजी विद ए स्माइल है सीखने के उद्देश्य क्या हैं इस मामले को व्यापार रणनीति पर एक मॉड्यूल में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उपयोग प्रतिस्पर्धी लाभ के अमूर्त स्रोतों को चित्रित करने के लिए भी किया जा सकता है यह मामला भेदभाव आधारित प्रतिस्पर्धी लाभ की अवधारणा को समझने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने में मदद करता है अलग अलग बिंदु क्या हैं और मामले के अध्ययन में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ क्या है इस पर चर्चा की जाएगी यह दिखाता है कि भेदभाव की रणनीति को लागू करने वाला एक संगठन अपनी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को हर मूल्य गतिविधि में बकाया होने के इरादे से डिजाइन करने की आवश्यकता होती है इसलिए यह दर्शाया जाता है कि एक संगठन किस तरह से विभेदीकरण की रणनीति को लागू कर सकता है जिसे डिजाइन करने की आवश्यकता है और इसकी पूरी मूल्य श्रृंखला इस आशय के साथ है कि इस के बिंदु क्या हैं ये भेदभाव की रणनीति हैं या नहीं पहले उल्लेख किया गया है कि आपको विभेदीकरण की पहचान करनी है और फिर आपको हर मूल्य गतिविधि में समझ को डिजाइन करना होगा और केवल उसी स्थिति में वे सीखने के उद्देश्य के लिए जा सकेंगे अब हम इस उदाहरण की बात करेंगे सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए इस खंड में संभावित उत्तर का एक नमूना प्रस्तुत किया गया है एक मुस्कुराहट के साथ रणनीति जो थंडरबर्ड दो हजार एक के मामले में है याद रखें कि मामले को पहले देखने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जो पूर्ववर्ती स्लाइड्स से सुझाए गए दृष्टिकोण युक्तियों और टेम्पलेट्स का उपयोग कर रहा है इसलिए पूर्ववर्ती स्लाइड्स से हम उन विशेष टेम्प्लेटों को प्राप्त कर रहे हैं और केस स्टडी से गुजरते समय हमें उन टेम्प्लेटों को भरना होगा और इसलिए इस तरह से हम केस एनालिसिस कर पाएंगे आप बहुत अच्छी तरह से अलग और अतिरिक्त अवधारणाओं के साथ आ सकते हैं जो यहां दिखाए गए हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यता और मामले को देखने का अपना तरीका है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रशिक्षु का सामान्य उद्देश्य होगा या प्रत्येक प्रशिक्षु के पास मामले का विश्लेषण करने के लिए एक सामान्य योग्यता होगी और जरूरी नहीं होगा टेम्प्लेट के अंदर इस लेखन के लिए एक सामान्य प्रारूप होगा यह अलग अलग रणनीतियाँ भी होती है प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सुझावों के साथ सामने आ सकता है लेकिन याद रखें कि यह वास्तविक उत्तर नहीं है बल्कि यह प्रक्रिया सीखने की ओर ले जाती है इसलिए अंत में मैं आता हूँ कि इस पहले भाग के आधार पर जो कि फ्रेमनिंग के बारे में है तो अब मैं यह बताऊंगा कि सिंगापुर एयरलाइन का फ्रेमिंग कैसे किया गया है टेम्प्लेट दिखाया गया है या नहीं यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है फिर फ़्लिपिंग और स्किमिंग की बात आती है फिर शुरुआत मामला और मामले का अंत का भी है अब अहम सवाल यह है कि सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस भविष्य के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ कैसे बना सकती है अब यह प्रश्न केवल सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए नहीं है बल्कि प्रशिक्षुओं को यह बताया जाना चाहिए कि इस प्रकार के प्रश्न उनके अपने उद्योग पर लागू हो सकते हैं और इस विशेष केस स्टडी की मदद से वे भविष्य के लिए सबसे अच्छी स्थिति को डिजाइन और विकसित कर सकते हैं सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइन को वर्जिन अटलांटिक में निवेश करना चाहिए या नहीं क्या इसे कम लागत वाली रणनीति का अनुभव करना चाहिए या सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस को स्टार एलायंस में रहना चाहिए फिर फ़्लिपिंग और स्किमिंग दस प्रदर्शनों के साथ सौलह पृष्ठों का मामला होगा जो कि फ्लिप और स्किम में उल्लेखनीय है उपलब्ध कराए गए डेटा के सभी प्रासंगिक नहीं भी हो सकते हैं मामले का संगठन है उद्योगबाजार यूरोप एशिया का गठबंधन सिंगापुर देश और कंपनी को आगे बढ़ाने वाले मुद्दे भी सामने आ सकते हैं हमें इस मामले की शुरुआत पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि क्या चल रहा है और क्या समस्या है समय सारिणी इक्कीसवीं सदी की शुरुआत है जो कि 1999 तक है इसलिए उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था परिदृश्य क्या थी वर्जिन अटलांटिक में एक प्रमुख रणनीतिक मुद्दा एक संभावित निवेश है अन्य रणनीतिक मुद्दों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल है इसलिए कुछ प्रशिक्षु जो इस मुद्दे से बाहर आ सकते हैं वह बढ़ती प्रतियोगिताओं से संबंधित है कुछ प्रशिक्षु जो एचआर पृष्ठभूमि वाले हैं वे मूल रूप से लेबर की लागत के साथ बाहर आएंगे जो तीसरे नंबर पर आएंगे वो विपणन के साथ आ सकते हैं जो ग्राहक कम किराए की ओर बढ़ रहे हैं और चौथा गठबंधन है इसलिए इस मामले में ये विशेष रूप से चार मुद्दे है जो मामले की शुरुआत में पाठकों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा श्रम लागत उत्पन्न हो सकती है ग्राहक कम किराए की ओर बढ़ रहे हैं और गठबंधन भी सामने आता हैं उस मामले का अंत क्या होगा जिसकी हमें चर्चा करनी है कोई निर्णय किसी अन्य अंतर्दृष्टि पर क्या प्रभाव डाल सकता है और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि भले ही एयरलाइन उद्योग तेजी से वैश्विक हो रहा है लेकिन बहुत कम सच्चे पारंपरिक खिलाड़ी हैं इसलिए एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी आता है कि भले ही एयरलाइन उद्योग वैश्विक रूप से बढ़ रहा हो लेकिन हमेशा एक कठिन प्रतिस्पर्धा होती है और ऐसी बहुत कम प्रतियोगिता होती है जिसमें सच्चे वैश्विक खिलाड़ी होंगे और अगर कुछ ही सच्चे वैश्विक खिलाड़ी हैं तो निश्चित रूप से सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है गठबंधन का निर्णय गंभीर रूप से महत्वपूर्ण होता है अब आप देखिए जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि केस स्टडी विश्लेषण में यह निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि आप कैसे निर्णय लेते हैं और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हमें निर्णय क्या लेना है तो सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस के नेताओं को वर्जिन अटलांटिक निवेश के समर्थन में प्रतीत होता है और इसलिए उस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह सिंगापुर इंटरनेशनल एयरलाइंस वी ए एयरपोर्ट निवेशों के साथ जाएगा या वे वी ए निवेशों के साथ नहीं जाएगा विशेष रुप से यह केस स्टडी फ्रेमिंग की है इस केस स्टडी में जो भी दिया गया है हमें उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहचान करनी है हमें यह पता लगाना है कि मामला क्या है और मामले में क्या है ऐसे कौन से पैरामीटर है जिनके आधार पर हम मामले का पता लगा रहे हैं और मापदंडों की पहचान कर रहे हैं फिर हमें मामले की शुरुआत में जाना होगा और पता लगाना होगा कि क्या समस्या है और उस मामले को समाप्त करने के लिए हमें विचार विमर्श करना होगा धन्यवाद